आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण में आपका स्वागत है इसलिए आज यह हमारा इस पूरे पाठ्यक्रम के लिए अंतिम व्याख्यान होने जा रहा है और मैं पूरी यात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं शुरू से अंत तक तो हमने आपको क्या दिया है और इसका सारांश क्या है इस विशेष प्रत्येक मॉड्यूल का सार क्या है और हम घर ले जा रहे हैं आप जानते हैं ताकि क्या आप इस निष्कर्ष को जानते हैं तो यह अंतिम व्याख्यान है और सबसे पहले मैं उन सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को धैर्यपूर्वक लिया और सभी असाइनमेंट किए और हमारे सभी व्याख्यान सुने और यहां स्पष्ट रूप से विभिन्न बोलियां और शब्दावली के साथ सामंजस्य बिठाया सैकड़ों नई बातें सीखी और हमारे साथ बातचीत भी कीI इसलिए आज मैं इस अवसर पर मैं और सुभज्योति समददर जिन्होंने वास्तव में इस कोर्स को एक बहुत ही फलदायी कोर्स बनाने में हमारा सहयोग किया है उनके सभी के साथ दिलचस्प उदाहरण स्पष्टीकरण इस पर सैद्धांतिक पीस जैसा कि आप जानते हैं इस सब ने कोर्स में बहुत समर्थन दीया लेकिन मैं आपको एक तरह का सारांश देने जा रहा हूं जो हमने कवर किया है सबसे पहले यह पाठ्यक्रम जिस तरह से हमने आपदा की योजना बनाई बहाली और वापस बेहतर निर्माण तो यह 8 मॉड्यूल है

पहला मॉड्यूल आपदा जोखिम बहालीऔर बेहतर वापस निर्माण के बारे में था इसलिए यह वास्तव में सैद्धांतिक समझ देता है कि जोखिम क्या है आप क्या जानते हैं और क्या खतरा है भेद्यता क्या है और वास्तव में एक बेहतर निर्माण क्या है दृष्टिकोण क्या है अलग है बेहतर निर्माण के दृष्टिकोण तो यह बहुत पहले मॉड्यूल को जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया है वह देता है क्या यह अलग अलग छात्र प्रतिभागियों के कारण उनकी आकांक्षा करना था क्या कई लोग होंगे जो संकाय हैं कई लोग हैं जो छात्र हैं वहाँ बहुत से लोग स्नातक परास्नातक या गैर वास्तुशिल्प पृष्ठभूमि से भी हैं लेकिन फिर पहला बुनियादी मॉड्यूल आपको बहुत मौलिक समझ देता है शब्दावली जोखिम भेद्यता खतरों आपदा विकास और बेहतर वापस निर्माण दूसरा मॉड्यूल हमने क्या किया कैसे भेद्यता को समझा जा सकता है और इसके अलावा हम आपके द्वारा संस्कृति को सांस्कृतिक आयाम में लाने का तरीका भी जानते हैं असुरक्षित पहलू और संस्कृति कैसे जोखिम में पड़ जाती है संस्कृति जोखिम में पड़ जाती है इसलिए यहां हमने चर्चा की विभिन्न उपकरणों और भेद्यता की मैपिंग के तरीकों के बारे में विशेष रूप से सांस्कृतिक संदर्भ में तो एक बार जब आप सैद्धांतिक समझ से परिचित हो जाते हैं तो दूसरे आप से परिचित होते हैं इसकी कुछ मैपिंग तकनीक और विभिन्न चुनौतीपूर्ण संदर्भों से परिचित हैं इसलिए हम संगठनात्मक सेटअप और निर्मित पर्यावरण की भूमिका के साथ चर्चा पर चले गए व्यवसायों इसलिए यहां हमने इस बारे में बात की है कि संस्थागत स्थापना में पदानुक्रमों को जानने वाले विभिन्न सेटअप क्या हैं पर्यावरण पेशेवरों चाहे वह एक हो वास्तुकार की भूमिका क्या है एक की भूमिका क्या है इंजीनियर एक सर्वेक्षक की भूमिका क्या है और एक योजनाकार की भूमिका क्या है तो उस तरीके से हमने इसे DRR के पूरे संगठनात्मक सेटअप के साथ खींचने की कोशिश की तब हम पूर्व आपदा की समय प्रक्रिया के साथ साथ आपदा के बाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो एक बार अगर आप इन 3 मॉड्यूलों की एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है इससे संबंधित सिद्धांत क्या है और भेद्यता पर कुछ उपकरण भेद्यता को समझने और संदर्भ के साथ तो हम आपको विभिन्न संगठनों शासन के सेटअप की समझ देने की कोशिश करते हैं और यहाँ से हम पूर्व आपदा से लेकर पोस्ट डिजास्टर तक के चरणबद्ध आपदा के साथ आगे बढ़े तो यहां चौथा मॉड्यूल आपदा जोखिम में कमी और आप पर पूर्व आपदा की योजना बना रहा है पता है कि कोई कैसे तैयारी कर सकता है यह वह जगह है जहां हमने तैयारियों के कार्यक्रमों के बारे में बात की है और साथ ही हमें दुनिया भर में विभिन्न लाइव केस स्टडी दी जाती है और एक संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम के बारे में एक अच्छी बात यह है कि हम वास्तव में सिद्धांत लाए हैं और समानांतर रूप से हमने दुनिया भर में कई तरह के मामलों के बारे में चर्चा की ताकि हम एक दूसरे से जो कुछ भी जानते हैं उससे सीख सकें यह न केवल भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है बल्कि दुनिया भर में पेरू कोलंबिया तुर्की से भी हमारी सीख है कई मामलों को कवर किया फिर आपदा के तुरंत बाद राहत बहाली और संक्रमण आप जानते हैं संक्रमण चरण क्या है इसके राहत चरण और अस्थायी आवास तो यह वह जगह है जहाँ हमने केन्याई मामले के अध्ययन और अन्य केस अध्ययनों के बारे में चर्चा की और फिर एक बड़ी मात्रा में मुझे लगता है कि पूरे पाठ्यक्रम में हमने पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा की पोस्ट आपदा पुनर्निर्माण तो यह वह जगह है जहाँ सुनामी बहाली कार्यक्रम जो मेरा अपना क्षेत्र है और हमने किरुना के पुनर्निर्माण के बारे में भी चर्चा की जो मेरा अपना क्षेत्र भी है और हमने इसके संस्कृति भाग में चर्चा की और पेरू में अन्य पहलू भी हैं अल साल्वाडोर कोलंबिया कॉफी उत्पादकों के समुदाय कैसे उन्होंने और तुर्की पर काम किया है कि कैसे छोटे कलाकार एक बड़ा अंतर बनाते हैं इस में तो उस तरह से हम इसमें कई तरह के मामले लाए फिर सातवें मॉड्यूल में हम लाए के बारे में हमने उन आकलन के बारे में बात की जिन्हें आप वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जानते हैं और आप जानते हैं प्रक्रियाओं को क्या देखना है प्रत्येक रिपोर्ट में है वे वास्तव में कैसे हैं उनका उस मूल्यांकन पर क्या ध्यान है और उनकी क्या कार्यप्रणाली है अपनाया गया और इस पर उनके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं इस प्रकार हमने चर्चा की इसके अलावा हमने उन दिशानिर्देशों के बारे में चर्चा की जिन्हें आप जानते हैं कि दिशानिर्देश क्या हैं निर्मित पर्यावरण व्यवसायों को मार्गदर्शन कैसे प्रदान किया गया है क्या मौजूद है और उनका लकुना क्या है और साथ ही हमने इस बारे में चर्चा की कि इन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और फिर यहां हमने जलवायु परिवर्तन के बारे में भी चर्चा की इसका पैमाना आप जानते हैं कि कैसे क्योंकि प्रत्येक मूल्यांकन एक विशेष पैमाने पर केंद्रित है लेकिन हमें विभिन्न पैमानों को कैसे एकीकृत करना है इस पर भी हमने चर्चा की और आखिरी मॉड्यूल में हमने संचार के बारे में बात की लोगों को केंद्र के विकास और शिक्षा के लिए भागीदारी जो आप जानते हैं यह वह जगह है जहां हम संचार शिक्षा के बारे में बात करते हैं शिक्षाशास्त्र भी तस्वीर में आता है जब मैं एक छात्र था तो वास्तु शिक्षा में DRR के बारे में परिचित नहीं था लेकिन फिर यह वह जगह है जहाँ मैंने वास्तु शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण को लाने की कोशिश की और आपदा जोखिम में कमी तो यह आपदा बहाली और निर्माण का संक्षिप्त कंकाल है बेहतर वापस और यदि आप पूरे पाठ्यक्रम को देखते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं सिद्धांत जिसे हमने स्पष्ट रूप से पहले मॉड्यूल में चर्चा की है और हमेशा अन्य मॉड्यूल के साथ साथ लाइव मामलों के बारे में चर्चा की हम इसमें सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं फिर अभ्यास ने अलग अलग अभ्यास सेटअप कैसे काम किए हैं और वह यह है कि कैसे वे विभिन्न योजनाओं विभिन्न डिजाइनों और किस तरह के मार्गदर्शन विकसित किए हैं हमने PAHAL के बारे में चर्चा की और हमने सुनामी नियमों के बारे में चर्चा की हमने GSDMA के साथ इस तरह की चर्चा की फिर तीसरा पहलू है कि हम इसके प्रबंधन भाग के बारे में चर्चा करें एक शासन पहलू भागीदारी सहयोग और समन्वय कौन सा है और आखिरी में भाग हमें मूल्यांकन और संचार के बारे में चर्चा की जाती है कि कैसे सीखने का संचार किया गया है और सभी कैसे यह इसका एक पहलू है और परियोजना के दौरान या परियोजना से पहले आंतरिक रूप से यह जोखिम संचार कैसे हुआ है तो ये प्रमुख शब्द हैं और फिर शिक्षा हमें कैसे करना है निर्मित पर्यावरण शिक्षा में डीआरआर कैसे सिखाना है इसलिए ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिन्हें मैंने बस एक साथ रखने की कोशिश की है और आपको बहुत कुछ मिल सकता है दिलचस्प चित्रण चित्रण जहां शुभो ने प्रत्येक छोटी अवधारणा को दिखाया है कैसे उन्होंने बहुत सरलता से समझाया तो आपने आर एचएक्सवी के अपने विचार विमर्श से शुरुआत की प्रकृति की एक धारणा और यह एक आपदा में बदल जाती है जिसे आप जानते हैं और इसका प्रभाव कैसा है यह देखा जाता है कि क्या वहां के घर बाहर निकलते हैं और अगर यह वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करता है तो क्या यह एक प्रभाव बनाता है या यदि यह निवास स्थान को प्रभावित करता है यह एक प्रभाव बनाता है या अगर यह वनस्पतियों को प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से निवास स्थान और मानव अस्तित्व को प्रभावित करता है तो जैसे कि उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक और हर छोटे पहलुओं के कनेक्शन की व्याख्या की मानवीय हस्तक्षेप तो यह है कि कुछ तस्वीरें जो आप अपने से याद कर सकते हैं पाठ्यक्रम और फिर दूसरा भाग जिस पर शुभो ने चर्चा की है वह संचार के बारे में है और वह वह जगह है जहां प्रेषक और रिसीवर और किस तरह की जानकारी है पहुँचना और क्या अंतराल हमें मिल रहा है और कैसे धारणाएँ बदलती रहती हैं इसलिए यह वह जगह है जहां वह जोखिम संचार को परिभाषित करता है जिसे इच्छुक पार्टियों के बीच स्वास्थ्य आपदा पर्यावरणीय जोखिमों के बारे में जानकारी के किसी भी उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो फिर से 3 घटक हैं जिस पर उन्होंने चर्चा की थी जोखिम धारणा जोखिम विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन इसलिए यह वही है जो जोखिम पर अधिकांश शुभो व्याख्याता है और संचार धारणा उन्होंने इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया तो एक जब प्रेषक एक संदेश भेजता है और फिर पूरी कोडिंग प्रक्रिया और वह कैसे यह आपको पता है यह पूरा मेरा क्या मतलब है और मैं क्या समझता हूं ये सभी अंतराल हैं जो उसने आपको सिखाने की कोशिश की फिर यह सूचना प्रसारण के बारे में भी है यह संचार का केवल एक हिस्सा है और यह इसके बारे में भी बात करता है कि आप क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं लेकिन यह साझा अर्थ के बारे में है और उदाहरण के लिए कि जोखिम कितना है विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों या सांस्कृतिक सिद्धांतों द्वारा माना जाता है वह सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में लाया जोखिम का तो यह वह जगह है जब हम सांप को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भारतीय संस्कृति कितनी अलग है आप जानते हैं सांप से प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग एक वीडियोग्राफी लेते हैं और कुछ लोग बात करते हैं इसे काटना और इसे आप जानते हैं जैसे कि एक ही चीज की अलग अलग धारणाएं होती हैं तो यह वह जगह है जहां फिर से एक छोटा रंग या एक लाल बत्ती है कि इसे एक अलग संदर्भ में कैसे माना जाता है अब आपके पास एक ही लाल बत्ती है जिसका उपयोग एम्स्टर्डम के एक वेश्यालय के घरों के रूप में किया जाता है और स्टॉपओवर का महत्व है और आप जानते हैं जैसे कि यह लाल बत्ती का अर्थ उसके संदर्भ पर निर्भर करता है जहां इसे रखा गया है इसलिए कि जहां जोखिम सांस्कृतिक निर्माण है क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हैं और यह सब के बारे में है कि लोग कैसे अनुभव करते हैं और उनके आसपास की दुनिया पर कार्य करते हैं यह उनके जीवन के तौर तरीके पर निर्भर करता है जो आप उनके बारे में जानते हैं जैसे कि कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी बात भी उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम है लेकिन वही चीज किसी और के लिए एक छोटी सी बात हो जिसमें कोई जोखिम नहीं तो यह उस व्यक्ति की संस्कृति से भी संबंधित है यहां हम बात करते हैं कि हमारे पास कई सारे जोखिम है पर उन्हें किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाए तो यह एक जोखिम प्राथमिकताकरण है जो काफी स्वभाविक है यह योजना के सिद्धांतों पर वापस जाता है कि हम जोखिम को कैसे प्राथमिकता देते हैं और हम कैसे योजना बनाते हैं तदनुसार कैसे योजना केवल भौतिक नियोजन नहीं है हम अपने बजट की योजना कैसे बनाते हैं हम आपकी पूरी प्रक्रिया को कैसे सुरक्षित करते हैं इस पर हमने चर्चा की है और तीसरे में मॉड्यूल हमने भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में भी चर्चा की जैसे पूरे सेटअप और कैसे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के बीच एक शब्दजाल है उन्हें कैसे योगदान देना है डीआरआर में उनके योगदान की भूमिका क्या है और वह कहां है हम 4 अलग अलग श्रेणियों के मैक्स लॉक सेंटरों में टोनी लॉयड जोन्स का उल्लेख करते हैं सर्वेक्षक आर्किटेक्ट और इंजीनियर और योजनाकार इसलिए कि उनकी भूमिकाएं क्या हैं और किस स्तर पर हैं इसलिए वास्तव में यहां तक कि जिस तरह से उन्होंने संरचित किया है उसके आधार पर इस पाठ्यक्रम संरचना का भी पालन किया गया है चरण वार तो आपदा के दौरान पूर्व आपदा की योजना और संक्रमण से राहत और पुनर्निर्माण और अंतिम अनुकूलन प्रक्रिया आपको कैसे पता चलती है यही कारण है कि हमने विभिन्न भूमिकाओं और क्षमताओं को समझा है और कैसे उपयोग करें और जब आप जानते हैं तो हमें किस विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहिए अब संचार प्रक्रिया में जब शुभो ने इसके बारे में विस्तार से बताया है लेकिन यह आप के बारे में भी था उन तरीकों से कैसे संवाद किया जाता है जैसे उन्होंने सुनवाई के बारे में चर्चा की थी और यह जानकारी कैसे पास की जाती है आप जानते हुए पढ़ते हैं इसलिए यह पूरा नेटवर्क कि ये एनजीओ और बाहरी लोग आपको कैसे जानते हैं यह सामाजिक पूंजी सुनवाई का सामाजिक नेटवर्क है प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया तो मूल रूप से गैर सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठनों के केंद्रीय व्यक्ति और साथ ही साथ आप कैसे जानते हैं कुछ समुदाय के सदस्य कैसे इन नेटवर्क से जुड़े होते हैं यदि एक समान नेटवर्क अगर हमारे पास सुनामी के दौरान 2004 की सुनामी है तो इसे पहुंचने में 3 अन्य लोगों को लगा हिंद महासागर सूनामी तमिलनाडु तक पहुंचने के लिए अगर इसी तरह के नेटवर्क होंगे कार्यान्वित हमने कई लोगों की जान बचाई होगी हमने कई नुकसानों को बचाया होगा और हमने भी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बारे में चर्चा की है ताकि आप जान सकें कि जलवायु परिवर्तन का पैमाना क्या है और इसके बीच क्या चुनौतियाँ हैं हम DRR और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को ठीक से एकीकृत करने में असमर्थ हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर बेमेल विवाह होते हैं स्थानिक पैमाने की चुनौतियाँ हैं ज्ञान हैं बेमेल है और वहाँ भी अस्थायी चुनौतियों और मानदंडों के बीच बेमेल इसलिए जैसे कि विभिन्न संदर्भ हैं जिन पर हमने चर्चा की और वह यह है कि विभिन्न शहर जलवायु परिवर्तन और कैसे एम्स्टर्डम उनके अवरोध के साथ मुकाबला कर रहे हैं एक समय में वे केवल 10 वर्षों में खोलते थे लेकिन अब वे लगभग हर 1 या 2 साल खोल रहे हैं और हमने तैरते घरों के बारे में विभिन्न अनुकूलन प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की लेकिन इसी तरह हमने के एक महत्वपूर्ण तरीके से भी देखा क्या यह मूल्य है अरबों की राशि खर्च करना तैरने पर खर्च करना घरों या वहाँ यह करने के लिए कोई बेहतर तरीका है और यह वह जगह है जहां हम जलवायु परिवर्तन और संस्कृति की चर्चाओं से संबंधित हैं जिसे आप जानते हैं रेजिना लिम्स फिलिपींस का काम करती है ताकि स्वदेशी समुदायों के पास कैसे हो उनके समुद्र और उनके मछली पकड़ने के मैदान और प्रभाव पर ज्ञान वे क्या देख रहे हैं और कैसे विदेशी मछुआरे इस स्वदेशी ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं हैं बहुत प्रभाव पैदा नहीं कर रहा है तो यह सब है हमने सीखा है कि कैसे संस्कृतियों स्वदेशी संस्कृतियों जोखिम पर कुछ ज्ञान के अधिकारी हैं और यह वह जगह है जहां हमने अनुकूली वातावरण के ढांचे के बारे में चर्चा की है जो कि मेरे बिल्डिंग स्केल और बड़े पैमाने से विभिन्न पैमानों को कैसे एकीकृत किया जाए इस बारे में चल रहे काम अलग अलग समय के चरण जो भविष्य के जोखिम पूर्व आपदा और के लिए पूर्व आपदा है भविष्य के जोखिम और भेद्यता का मूल्यांकन इसे मैक्रो मेसो और माइक्रो स्तरों द्वारा कैसे किया जा सकता है और यह वह जगह है जहां हम विभिन्न संस्थागत निकायों के बारे में बात करते हैं कि संस्थागत सहयोग कैसे है समन्वय और फिर से भागीदारी संचार वैश्विक और राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर तो यह वह जगह है जहाँ प्रकृति और संस्कृति को एक साथ लाना है और आपदा जोखिम में समझना है कमी और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तो कुल मिलाकर मेरा मतलब है कि इसके प्रबंधन दर्शन के मूलभूत भाग हैं इसके बारे में सैद्धांतिक दर्शन और कुछ उपकरण जो हमने इसके बारे में सीखे हैं लेकिन संपूर्ण पाठ्यक्रम है मुख्य रूप से निर्मित पर्यावरण व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया गया निर्मित पर्यावरण की प्रकृति यह कैसे एक प्रभाव है और इसे कैसे निपटा गया है और इसका कैसे उत्तर दिया गया है इसलिए मैं इसे संक्रमण में निर्मित वातावरण के रूप में कहता हूं इसलिए केन्या में अलग अलग मामले सामने आए हैं संक्रमण आश्रय कैसे हैं बाद में व्यक्तिगत रूप से और कैसे लोगों ने भाग लिया है और यह वह जगह है जहाँ मैं इसके बारे में बात करता हूं वैयक्तिकरण सांस्कृतिक कमी और आर्थिक के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है अवसरों इसलिए जब हम संक्रमण आश्रय के बारे में बात करते हैं तो हमने गुजरात के बारे में चर्चा की ठीक है यह उस समय के दौरान मेरी अपनी यात्राएं हैं और स्कूल कैसे नहीं थे और विभिन्न एनजीओ कैसे आगे आए और कैसे वे स्कूल की शिक्षाओं का समर्थन किया और विभिन्न तकनीकी इनपुट पेपर हाउस और टेंट इसकी लागत लेकिन हम जो देख रहे हैं वह संक्रमण से आगे कैसे है यह कैसे आगे बढ़ता है स्थायित्व इसलिए यह वह जगह है जहाँ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने बहुत तेजी से महान के साथ काम किया है भागीदारी के प्रयास लेकिन यहां आप कुछ नोटिस देख सकते हैं कि समुदाय कैसे वापस आया है पत्थर के साथ निर्माण करने के लिए और विभिन्न पेशेवर निकायों कुछ विशेषज्ञता दे रहे हैं कुछ इसे सुरक्षित बनाने के लिए मार्गदर्शन पूरे पाठ्यक्रम में हमने जो किया वह हम भी जानते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके हैं जोखिम को समझें अनुकूलन को कैसे समझें संचार को कैसे समझें प्रक्रिया अंतराल तो यह वह जगह है जहां हमने साक्षात्कार के विभिन्न तरीकों और मैपिंग टूल मानसिक मानचित्रों और समय वार से कुछ मात्रात्मक समझ के बारे में चर्चा की कि वे कैसे भिन्न और अलग अलग दृष्टिकोण हैं कैसे एक समुदाय सामाजिक स्तर दृष्टिकोण भागीदारी दृष्टिकोण इन सभी के लिए हमने इसके बारे में चर्चा की और फिर सुनामी मामले में हमने इस बारे में चर्चा की कि अनुकूलन कैसे शुरू होता है एक छोटा घर एक शौचालय कैसे एक पूजा बन जाता है क्षेत्र कैसे एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया है ने अपने घर के सामने को एक दुकान के रूप में स्थानांतरित कर दिया है इस तरह से उन्होंने अपने सार्वजनिक स्थानों के लिए पड़ोस की जमीन का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया तो यह निर्मित पर्यावरण परिप्रेक्ष्य का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य लाता है यह शहरी डिजाइन पहलुओं को भी एक छोटे से एक निपटान की योजना बनाकर लाता है लेकिन अगर आपको किसी को सांस्कृतिक अनुकूलनशीलता को देखना है और वह वह है जहाँ हमें यह करना है तो हम कर सकते हैं 80 वर्षों के बाद एक ही कहानी देखें उनके निर्मित रूपों के संदर्भ में चीजों को कैसे संशोधित किया गया है उनके सड़क नेटवर्क के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में उन्होंने कैसे बनाया है और यह जहां परंपरा नए रूप में वापस आ रही है आप एक संकर रूप में जानते हैं इसीलिए सभी मामलों में हमने प्रक्रिया और नेटवर्क के बारे में चर्चा की कि कैसे संगठनों ने समुदायों के साथ एक सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर कार्य किया इसलिए हमने कोलंबिया में ग्रामीण निर्माणों के बारे में चर्चा की जहां कॉफी उत्पादकों के संघों ने और कैसे उनके संगठन संरचित कॉफी उत्पादकों की संस्थागत संरचना संगठन और उनकी वित्तपोषण प्रक्रिया कैसे होती है और इसे कैसे विकसित किया गया है और कैसे एक सहभागी दृष्टिकोण से कैसे तकनीकी विशेषज्ञता ने इसमें उनका समर्थन किया है ताकि विभिन्न फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म कैसे बनाए गए हैं इन संघों का समर्थन करें और उसी समय आप जानते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया है और यह वह जगह है जहां हम देख सकते हैं प्रीफैब तकनीक को भी अपनाया गया है और कैसे लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया गया है और तकनीकी विशेषज्ञता उन्हें मार्गदर्शन दे रही है तो आप क्या देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने अपने घरों की मरम्मत और निर्माण शुरू कर दिया है नए घर और इसी तरह तुर्की में हमने यह भी जान लिया है कि किराएदार कैसे होते हैं आप जानते हैं कि वे नहीं हैं इस प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त है और यही वह जगह है जहाँ सामुदायिक एजेंसियों के साथ गैर सरकारी संगठनों जैसे छोटे कलाकार आगे आए और उन्होंने इस पर विभिन्न परियोजनाओं पर भी काम किया ठीक है और यह पूरी चर्चा भागीदारी प्रक्रिया और सुविधा प्रक्रिया और के बारे में बात करती है नियंत्रण तंत्र भी कौन क्या नियंत्रित करता है और यह कौन है जो नियमों को नियंत्रित करेगा व्यायाम और सुविधा इसलिए इन सभी मामलों के अध्ययन में हमने लोगों को केंद्र में रखने के बारे में चर्चा की है तो यह वह जगह है जहाँ शुभो ने बॉम्बे में अपने धारावी काम और कैसे के बारे में चर्चा की है समुदायों ने जोखिम क्षमता को समझ लिया है और वे इसे अंत में कैसे सत्यापित करते हैं तो यह पूरी समझ सामुदायिक स्तर की समझ है यह भी आपके द्वारा सीखे गए कुछ तरीके हैं और आकलन हम इस पाठ्यक्रम में कैसे आए विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्ट जैसे वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जो कैसिडी जॉनसन द्वारा है जहां वे भवन कोड के बारे में बात करते हैं और जहां स्थान दृष्टिकोण और डिजाइन दृष्टिकोण और बिल्डिंग कोर्स बांग्लादेश में होने के बावजूद वास्तविकता से कैसे मेल नहीं खाता बिल्डिंग कोड वास्तविकता एक कमजोर परिस्थितियों में कैसे बदल जाती है इसके अलावा हमने दक्षिण एशियाई आपदा रिपोर्ट के विभिन्न अन्य रिपोर्टों के बारे में चर्चा की जहां यह है पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका और भारत जैसे विकासशील देशों में शामिल हैं ढांचे का अनुवाद और मैंने जॉन ट्विग्स पर आपदा जोखिम के काम के अच्छे अभियान की समीक्षा के साथ उल्लेख किया है कमी और यह वह जगह है जहाँ उसने इन सभी रूपरेखाओं को एक खंड में संकलित किया है इसलिए यह हालिया संस्करण है और जहां हमने आपदा जोखिम और गरीबी की स्थिति के बारे में बात की इसी तरह हमने आजीविका ढांचे से DFIDs लचीलापन संरचना के बारे में बात की कैसे हम लचीलापन ढांचे में चले गए इसलिए इस पर चर्चा की गई है इसलिए जब हम लचीलापन के ढांचे और वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो संडे कैसे फ्रेमवर्क कार्रवाई के लिए ह्यूगो फ्रेमवर्क कार्रवाई के लिए ये प्राथमिकताएं क्या हैं तो ये सब चीजों हमने अलग अलग मामलों में चर्चा की संस्थागत नेटवर्क में संयुक्त राष्ट्र कैसे कार्य करता है क्या वे विभिन्न निकाय हैं जिनके भीतर संयुक्त राष्ट्र अपने स्वयं के सेटअप द्वारा आयोजित किया जाता है और हमने समुदाय आधारित नेटवर्क के बारे में भी चर्चा की यह वह जगह है जहाँ सीएएम और CBDRM तो यह वह जगह है जहाँ सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन और सामुदायिक आधार आपदा है जोखिम प्रबंधन तो विभिन्न सामाजिक राजधानियाँ और उसका नेटवर्क किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपदा जोखिम को कम करना और नेपाल के मामले में हमने इस बारे में भी चर्चा की कि कानूनी तौर पर कुछ चीजें किस तरह की हैं अब तक स्वीकार नहीं किया गया है बिल कैसे बिल के रूप में रह गए और इसे कैसे चालू नहीं किया गया एक अधिनियम में तो यह वह जगह है जहां स्थानीय आपदा जोखिम प्रबंधन नियोजन दिशानिर्देश आपको पता है यह कैसे नहीं है आपदाओं और विकास को जोड़ने में सक्षम इसलिए आदर्श रूप से कुछ प्रकार की नियोजन प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके भीतर जाना है हमने जोखिम पर विरासत पर विभिन्न उदाहरणों के बारे में भी चर्चा की पित्तलखोरा गुफाओं की तरह रॉक आश्रयों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है वे GEO के साथ हैं तकनीकी परिप्रेक्ष्य और इसी तरह हमने इस बारे में भी चर्चा की इसे कैसे रेट किया गया है और कैसे किस तरह के हस्तक्षेप किए गए हैं आप जानते हैं कि एक छोटा स्तंभ बनाने के लिए एक छोटी नहर बनाने के लिए इसे लिया है जो विभिन्न सख्त निर्देशों का हमें पालन करना है क्या छूना है और क्या नहीं क्या हटाना है और क्या नहीं जोड़ना है तो ये सभी बातें हमें उस अभ्यास में सीखी जाती हैं और एक और बात है जिसकी हमने अयुत्या शहर के बारे में चर्चा की है यह कैसे जोखिम के अधीन किया गया है और हमने किरुना उनके खनन शहर के बारे में भी चर्चा की यह है एक के पैमाने तो अब एक गुफा से शुरू हम एक ऐतिहासिक उपसर्ग के बारे में बात करते हैं और हम एक के बारे में भी बात करते हैं पूरे किरूणा शहर खनन के मुद्दे के कारण इसे कैसे संरक्षित किया गया है और इन सभी की चर्चा होने के बाद हम वापस कैमिलो बानोस के विषय पर आते हैं की किसी जगह के पुनर्निर्माण को कैसे सिद्धांतों में वर्गीकृत किया जाए गिबेलिना के मामले के साथ हमने गिबेलिना के मामले से क्या सबक सीखा है और तुर्की का मामला कप्पादोसिया मामला और यह कैसे शक्ति के बारे में पुनर्निर्माण अंतरिक्ष की सैद्धांतिक समझ है प्रवचन विकल्प और विकल्प फिर हमने आपके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के बारे में चर्चा की जो विभिन्न मैनुअल हैं प्रदान किया गया मार्गदर्शन चिकित्सकों को अंगूठे के नियम निर्देश देने के विभिन्न प्रकार क्या हैं लेकिन वास्तव में हालांकि इन होने के बावजूद हम जो देख सकते हैं वह इन मालकपेट की वास्तविकता है भुज और ये चीजें कैसे हो रही हैं क्योंकि यही वह जगह है जहां नियोजन नियंत्रण है और फिर हमने सुनामी में घरों के पुनर्निर्माण के दिशानिर्देशों के बारे में चर्चा की और हाल ही में बेनी कुरीकोज़ के साथ केरल की बाढ़ स्थानीय भाषा में निकली है इसके स्थानीय संदर्भ को समझना और सीबीआरआई और ग्रामीण विकास मंत्रालय वे ग्रामीण आवास पर कैसे काम करते हैं प्रौद्योगिकी इन ग्रामीण आवास प्रौद्योगिकियों को मान्य कैसे करें और विशेष रूप से 13 राज्यों में जिस पर वे पहले ही काम कर चुके हैं तो यह है कि हम अभी कुछ समय के लिए ही गए हैं और फिर हमने शिक्षा की दार्शनिक सामग्री के बारे में भी संबोधित किया यही वह जगह है जहाँ HD CHAYYA मैं हम और हमारी और यह कैसे से फैलता है की धारणा पर काम करता है मूल रूप से I और वह समाज के लिए स्वयं के प्रति बहुत बोध है और वास्तव में ऐसा हो सकता है DRR पर बड़ा प्रभाव तो यह और यह कैसे वास्तु अभिविन्यास से संबंधित है और यह है जहां हमने शिक्षाशास्त्र और शिक्षाशास्त्र के बारे में बात की हमने विभिन्न उपकरणों के बारे में बताया जिसे मैंने खुद इस्तेमाल किया है विभिन्न शिक्षण अभ्यासों में अपनाया है जो आमतौर पर एक है बेहतर व्यायाम का निर्माण करने के लिए अभ्यास किया जो मैंने अपने छात्रों के साथ करने की कोशिश की थी कि वे कैसे करने की कोशिश करते हैं एक भूमिका निभाते हुए एक ही शीट में विभिन्न महाद्वीपों से पूरे सीखने की अवधारणा मॉडल रोल प्ले और ये सभी कैसे की विभिन्न तकनीकों क्योंकि हमें उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है वास्तविक संदर्भ में क्योंकि हमें उन्हें वास्तविक संदर्भ के लिए तैयार करना है तो अब यह वही है हमारे सारांश का अंत लेकिन अब मैं एक ही प्रारूप आपदा में एक ही शीट में जो कुछ भी सीखा है उसके साथ निष्कर्ष निकालूंगा पुनर्प्राप्ति और प्रत्येक मॉड्यूल से बेहतर और इस पाठ्यक्रम का निर्माण करना हमारी प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं में पहला मॉड्यूल और यह अनुशंसा करता है कृपया पहले सिद्धांत को समझें और जानें यही होगा क्योंकि सिद्धांत हमेशा आपको एक बेहतर अभ्यास के लिए जोड़ सकता है दूसरा मॉड्यूल हमने मैपिंग तकनीकों के बारे में भी सीखा जो पहले जोखिम को मैप करता है जोखिम को प्राथमिकता देता है और फिर आप इसे आगे की योजना बनाने में मदद करेंगे तीसरा पहलू हम सेट अप के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे खुद को व्यवस्थित करते हैं किस प्रकार से पदानुक्रम इस प्रक्रिया को समझते हैं और इसकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझते हैं फिर पूर्व आपदा योजना के लिए कैसे खुद को तैयार करें उम्मीद है और खेद है कि यह वर्तनी की गलती है उम्मीद के लिए तैयार और भी अप्रत्याशित तैयारी की तरह हमें जाने की जरूरत है फिर राहत और संक्रमण में स्थानीय क्षमताओं को कम मत समझो क्योंकि हमेशा राहत में चरण जाहिर है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि हमारे पास उनकी मदद करने के लिए है लेकिन साथ ही ऐसे तरीके भी हैं कि हम कैसे कर सकते हैं हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि उनकी राहत क्या है मेरा मतलब है कि क्षमता वे खुद का निर्माण कैसे कर सकते हैं अतीत से सीखें हम क्या सीख रहे हैं कभी कभी हम आपातकाल के समय उन्हें अनदेखा कर देते हैं और पुनर्निर्माण के चरण में हमें संक्रमण प्रक्रिया को समझना होगा समझना होगा संक्रमण प्रक्रिया लोगों को केंद्र में रखना और आकलन करना महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमने बिल्डिंग कोड कोड की कमी नियामक प्रक्रिया की कमी पर छुआ है लेकिन सुनिश्चित करें कि आप बहुत ही सतही सर्वेक्षण नहीं करते हैं क्योंकि केवल कई रिपोर्ट संख्याओं पर इंगित करें हमने कितने घर बनाए हैं लेकिन हमें यह देखना होगा कि इसे कैसे अनुकूलित किया गया है यह कैसे सफल रहा है तो यह एक बात है जिसे हम दूर कर रहे हैं फिर संचार संचार शिक्षित और वास्तविक के लिए भाग लेते हैं यहां तक कि शिक्षा में भी परिप्रेक्ष्य में संचार में चीजों को यथार्थवादी तरीके से लें अन्यथा क्योंकि आप हैं तैयारी यहां तक कि छात्रों में भी हम असली मुद्दों के लिए तैयारी कर रहे हैं इसलिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आप इसे उस दृष्टिकोण में लेते हैं मुझे लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम का अंत है और मैं प्रत्येक और हर प्रतिभागी को उनके अद्भुत के लिए धन्यवाद देता हूं भागीदारी और हम आपको आगे के पाठ्यक्रमों में देखने की उम्मीद करते हैं